अगला मूल तत्व प्रेरक है यह इस प्रतीक द्वारा दिया जाता है जो एक कॉइल जैसा दिखता है यह कठोर प्रेरक को अक्सर तार के कॉइल के रूप में लागू किया जाता है और फिर से हमने निष्क्रिय साइन कन्वेंशन का उपयोग करके वी और आई को परिभाषित किया अब यह पता चला है कि एक प्रारंभ करने वाला में एक विभवांतर प्रारंभ करने वाला में संग्रहीत फ्लक्स लिंकेज से संबंधित है यह इस संबंध द्वारा दिया जाता है जहां यह साई फ्लक्स लिंकेज है और साई स्वयं आनुपातिकता स्थिरांक के माध्यम से I के समानुपाती होता है जिसे प्रेरक के रूप में जाना जाता है तो अधिष्ठापन को हेनरी या एच में मापा जाता है अब आप देख सकते हैं कि यह संबंध विभवांतर के समानुपाती होने के कारण आवेश के अनुरूप है यहां फ्लक्स लिंकेज धारा के समानुपाती है और धारा आवेश के परिवर्तन की दर थी जबकि विभवांतर फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन की दर है तो आप एक संधारित्र में और फिर एक प्रारंभ करनेवाला में मात्राओं के बीच इस तरह की सादृश्य बना सकते हैं लेकिन यह फ्लक्स लिंकेज एक आवेश से थोड़ा अधिक अमूर्त मात्रा है और मैं इसके विवरण में नहीं जाऊंगा लेकिन प्रारंभ करनेवाला की ज्यामिति का निर्माण करूंगा और प्रारंभ करनेवाला में बहने वाली धारा आप फ्लक्स लिंकेज को देख सकते हैं लेकिन फिर से हमें उन सभी जटिलताओं में नहीं जाना है क्योंकि जैसा कि मैंने बार बार जोर दिया है हम केवल टर्मिनल विशेषताओं में रुचि रखते हैं इसलिए यह संबंध है वी और आई के बीच और उसके लिए हम इस फ्लक्स लिंकेज को खत्म कर सकते हैं और एक संबंध प्राप्त कर सकते हैं जो वी है एल वर्तमान के परिवर्तन की दर का अधिष्ठापन समय तो यह परिभाषा है एक प्रारंभ करनेवाला का संबंध जहां फिर से V को इस ध्रुवता के साथ और I को उस ध्रुवता के साथ परिभाषित किया जाता है इसलिए जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि अधिष्ठापन हेनरी में मापा जाता है तो यह संबंध क्या कहता है यदि धारा एक एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है और यदि अधिष्ठापन 1 हेनरी है तो प्रारंभ करनेवाला के पार विभवांतर एक स्थिर होगा जो 1 वोल्ट के बराबर है तो एक बात मैं यहाँ सावधान करना चाहूंगा कि आप सभी भौतिकी के लेंज नियम से परिचित होंगे और आपको पता होगा कि एक प्रारंभ करनेवाला में प्रेरित विभवांतर इस तरह की दिशा में है कि यह प्रवाह में परिवर्तन का विरोध करता है और इसी तरह और यह देखना आम बात है कि V माइनस L dI by dt है अब इससे भ्रमित न हों कि यह इस विशेष साइन कन्वेंशन के साथ सही संबंध है अब यह पता चला है कि अधिकांश भौतिकी पुस्तकों में धारा को दूसरी दिशा में माना जाएगा और इसीलिए आपको माइनस साइन इन मिलता है वह अभिव्यक्ति अब यदि आपके पास इस तरह वी है और मैं इस तरह से परिभाषित करता हूं तो यह संबंध है और यह प्रेरित विभवांतर है जो प्रारंभ करनेवाला के अंदर चुंबकीय प्रवाह लिंकेज में परिवर्तन का विरोध करता है तो यह क्या कहता है V dt से L गुना dI है और यदि मैं मान लें कि 1 एम्पीयर प्रति सेकंड में बदल रहा है और यदि अधिष्ठापन 1 मिली हेनरी है तो स्पष्ट रूप से इसके पार प्रेरित विभवांतर 1 मिली हेनरी गुणा 1 एम्पीयर प्रति सेकंड है जो कि है 1 मिली वोल्ट तो प्रारंभ करनेवाला में विभवांतर 1 मिली वोल्ट है अब यह एक और बात भी कहता है यह कहता है कि यदि प्रारंभ करनेवाला के पार विभवांतर परिमित है तो प्रारंभ करनेवाला के माध्यम से धारा तुरंत नहीं बदल सकती है तो स्पष्ट रूप से इस रिश्ते से माता पिता हैं यदि वर्तमान में तत्काल परिवर्तन होता है तो समय व्युत्पन्न अनंत है और विभवांतर को भी अनंत होना होगा तो यह एक संधारित्र में विभवांतर के अनुरूप है जो कि तत्काल नहीं बदल सकता है यदि इसके माध्यम से वर्तमान सीमित है अब हमारे पास V is L dI by dt जो कहता है कि I समय के संबंध में विभवांतर का 1 ओवर L इंटीग्रल है और I एक समय में t 1 इस इंटीग्रल प्लस I द्वारा समय t 0 पर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि समय टी 1 और समय टी 0 पर वर्तमान में अंतर विभवांतर के अभिन्न अंग द्वारा दिया जाता है विभवांतर वक्र के नीचे का क्षेत्र प्रारंभ करनेवाला के अधिष्ठापन से विभाजित होता है तो यह फिर से उस संबंध के अनुरूप है जिसे हमने पहले संधारित्र के साथ देखा था अब स्पष्ट रूप से किसी दिए गए क्षण में एक प्रारंभ करनेवाला में धारा न केवल उस क्षण पर विभवांतर पर निर्भर करता है बल्कि पिछले सभी क्षण पर विभवांतर पर निर्भर करता है तो फिर से संधारित्र की तरह एक प्रारंभ करने वाला भी स्मृति के साथ एक तत्व है संधारित्र स्टोर आवेश करता है और प्रेरक फ्लक्स इकट्ठा करता है